तो हमने करंट एलिमेंट को देखा है जो एक वायर एंटीना है एक प्रकार का वायर एंटीना जो कि उस जो की उसमे कांस्टेंट करंट चालू रहता है जो कि एक लूप होता है जहां हमारे पास कांस्टेंट करंट है लेकिन करंट लूप में होता है बता दें कि लूप को X Y प्लेन में रखा गया है यह X Y X Y प्लेन है तो लूप ब्लू सर्कल है जो एक लूप है जिसे X Y प्लेन में रखा गया है तो लूप एक्सिस Z एक्सिस में है अब यहाँ आप अपने ज्ञान को कक्षा मध्यवर्ती कक्षाओं से देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल दिशा में है संरचना के समरूपता के कारण प्रत्येक विपरीत जोड़ी को वे रद्द कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड Z दिशा में होगा तो यह डुअलिटी से है हम आसानी से दावा कर सकते हैं कि हमने करंट एलिमेंट के लिए जो कुछ भी देखा है वह एक ड्यूल संरचना है तो हम कह सकते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं हमें उत्तर मिल जाता है लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि डुअलिटी से यह आसानी से कहा जा सकता है कि यह उसका फील्ड क्या होगा लेकिन हमने डुअलिटी का आह्वान नहीं किया हम मूल प्रथम सिद्धांत से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो एक बिंदु P पर फील्ड क्या है तो लूप की त्रिज्या r0 है इसलिए जैसा कि हमने देखा है कि यह लूप त्रिज्या r0 है और इसलिए लूप का क्षेत्रफल pi r0 स्क्वायर है और एक करंट I लूप में बह रही है तो लूप का एक्सिस मैंने केवल आपको Z दिशा में कहा था अब हम मानते हैं कि यह एक छोटा सा लूप है जो वास्तव में कुछ गणितीय जटिलता को हल करने में मदद करता है तो हम मानते हैं कि r0 लूप की त्रिज्या ऑपरेटिंग वेव की लंबाय से बहुत कम है इसलिए यदि हम यह कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि लूप को एक बिंदु सोर्स के रूप में माना जा सकता है तो यह एक मैग्नेटिक डाइपोल है यह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जिसे आप जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M जिसे हम कह सकते हैं कि करंट इनटू लूप का क्षेत्र होगा और डाइपोल मोमेंट z डायरेक्टेड है मैंने कहा कि यह आपको पहले से ही पता है क्योंकि इसका एक पक्ष दक्षिण ध्रुव होगा दूसरा पक्ष उत्तर ध्रुव बनाया जाएगा और डाइपोल मोमेंट Z दिशा में होगा अब यह रेडिएट करेगा क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि करंट में तेजी आ रही है क्योंकि करंट की दिशा बदल रही है हालांकि करंट मगनीटुड समान है लेकिन वेक्टर रूप से करंट हमेशा बदलता रहता है तो इसीलिए यह हमेशा तेजी लाने वाला करंट है इसलिए लूप से रेडिएशन होगा और हम जानते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि एक छोटे मैग्नेटिक डाइपोल द्वारा रेडिएटेड फील्ड हर्ट्जियन डाइपोल द्वारा प्रक्षेपित क्षेत्र से दोगुना है जो करंट एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटरचेंज आदि हो सकता है तो हम देखते हैं कि विचार करें तो पहले सिद्धांत से इसका विश्लेषण कैसे करें हम लूप का एक छोटा सा भाग बहुत छोटा भाग लेंगे जो गोलाकार मामलों के लिए है हम इसे फिलामेंट कहते हैं तो एंगल phi डैश अज़ीमुथल एंगल phi डैश हम ले जा रहे है तो फिर से प्रमुख मात्रा स्रोत मात्रा हैं इसलिए हम यहां एक छोटा फिलामेंट ले रहे हैं और उसके लिए वेक्टर क्या है इस phi के लिए यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं जाहिर है इसे कोण phi डैश के बढ़ते दिशा में निर्देशित किया जाएगा तो यह उस दिशा में होगा इसका मतलब है इस मामले में यह इस बिंदु पर होगा इसलिए इस समय यह इस दिशा में बढ़ रहा है और हम इसे अपने कार्टेशियन कोआर्डिनेट में लिख सकते हैं इसलिए कि हम माइनस ax sin phi डैश और ay cos phi डैश के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ इस फिलामेंट की लंबाय स्पष्ट रूप से r0 d phi डैश है इसलिए मैं जिस फिलामेंट की लंबाय लिख सकता हूं हम उसकी लंबाय पर विचार कर रहे हैं तो यह एलिमेंट में dl का काउंटर पार्ट है a तो इस के योगदान से हम करंट के इस फिलामेंट की वेक्टर पोटेंशियल का पता लगा सकते हैं इसलिए अगर हम जानते हैं कि फिर सभी फिलामेंट के लिए हम बस कुछ ऐसा कर सकते हैं जो इस सभी कंटूर से अधिक होगा तो आइए हम याद करें कि एक मौजूदा एलिमेंट Idl के लिए हमारी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या थी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल म्यू नॉट थी यह एक करंट एलिमेंट हर्ट्ज़ियन डाइपोल के लिए है इसलिए मैं लिखूंगा कि यह करंट एलिमेंट मामला है इसलिए यहां हम लिख सकते हैं कि लूप के लिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या होगी इस करंट के लिए इसलिए यह Idl के स्थान पर म्यू नॉट होगा मैं लिखूंगा I r0 डेल्टा phi dashed या d phi डैशड e की पावर माइनस j k0 r by 4 pi this one तो मुझे v पावर माइनस j k0 r डैश बाय 4 pi r डैश फ़िश a phi डैश तो अब यह a phi डैशड मेरे पास यह यूनिट वेक्टर है जिसे मैंने व्यक्त किया है तो मैं इसे और इस r डैश के संदर्भ में भी लिख सकता हूं अब मैं इसे कार्टेशियन कोआर्डिनेट के संदर्भ में लिख सकता हूं यह क्या है क्योंकि यह बिंदु P तो यह एक है अगर मैं कहता हूं कि यह x y z पर है फिर आसानी से r डैश क्या है x माइनस x डैश बिंदु इसको x कोआर्डिनेट करता है इसलिए इसका मतलब है कि क्या मैं x माइनस r0 cos phi डैशड स्क्वायर प्लस y माइनस r डैशड sin phi डैशड स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कि पॉवर हाफ लिख सकता हूँ तो यह लूप है मैं कह सकता हूं कि यह फिलामेंट डेल्टा phi डैशड होने के कारण फिलामेंट के कारण मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है तो कुल वेक्टर पोटेंशियल या ये भी मैं इसे dA के रूप में लिख सकता हूं तो सभी फिलामेंट के लिए कुल वेक्टर पोटेंशियल इसका मतलब है पूरे लूप के लिए कि मैं mu नॉट I r0 बाय 4 pi 0 से 2 pi e की पॉवर माइनस j k0 r डैशड by r डैशड माइनस ax sin phi डैशड plus ay cos phi डैशड d phi डैशड लिख सकता हूं तो यह अभिन्न अगर इंटीग्रेटेड किया जा सकता है तो हमें करंट के लूप के लिए वेक्टर पोटेंशियल मिलता है लेकिन यह अभिन्न मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं है इस पर हम कुछ अनुमान लगाते हैं हम उन अनुमानों को अब बनायेंगे और कृपया याद रखें कि हम मुख्य रूप से एंटीना के फार फील्ड में रुचि रखते हैं तो उस मामले के लिए इसका मतलब है हम मुख्य रूप से r0 से अधिक के लिए रुचि रखते हैं फार फील्ड इसलिए पहले से ही हमने परिभाषित किया है कि r0 लैम्ब्डा की तुलना में बहुत कम है क्योंकि यह हमारा छोटा लूप नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं कि k0 r0 जो कि 1 से बहुत कम होगा इसलिए इन 2 के द्वारा हम उस r डैशड को r से बदल सकते है क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि यह बिंदु दूर है तो r और r डैश के बीच का अंतर यह है इसलिए एम्पलीटूड भाग में इसे नेग्लेक्टेड किया जा सकता है इसका मतलब है कि यहाँ यह r डैशड हम यहाँ r0 द्वारा बदल सकते है क्योंकि यह पूरी चीज़ को विचलित कर देगा तो अब हम लिख सकते हैं कि यह r क्या है अब जो x है वह हम लिख सकते हैं जैसे कि x अब r sin थीटा cos phi के बराबर है y r sin थीटा sin phi है और r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है तो हम r को r sin थीटा cos phi माइनस r0 cos phi स्क्वायर प्लस r sin थीटा sin phi माइनस r0 प्लस r स्क्वायर whole स्क्वायर थीटा की पॉवर हाफ के रूप में लिख सकते हैं तो यह इसका मतलब है r डैशड को r स्क्वायर प्लस r0 स्क्वायर माइनस 2 r के रूप में लिखा जा सकता है r0 sin थीटा cos phi cos phi डैशड प्लस sin phi sin phi डैशड की पॉवर हाफ तो अब हम फार फील्ड की स्थिति डालते हैं इसलिए हम इस r स्क्वायर की उपस्थिति में इस r0 स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसलिए हम इस शब्द को नेग्लेक्ट करने के बाद इसे लिख सकते हैं कि यह r स्क्वायर होगा साथ में एक और होगा अब कृपया याद रखें 1 प्लस u कि पावर हाफ को 1 प्लस यू बाय 2 के रूप में अनुमानित किया जा सकता है जब यू 1 से बहुत कम होता है तो यहां मैं यह भी लिख सकता हूं कि यह शब्द क्योंकि r0 आप पहले से ही देख चुके हैं कि हमने r r0 से बहुत बड़ा है इसका मतलब है कि r0 r की तुलना में बहुत छोटा है और ये सभी शब्द हैं जो 1 से कम हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि यह 1 की तुलना में बहुत छोटा है और फिर हम इसे r माइनस r0 sin थीटा cos phi cos phi डैशड प्लस sin phi sin phi डैशड के रूप में लिख सकते हैं तो यह हम यहाँ एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन में लिख सकते हैं इसका मतलब है कि फेस टर्म में हमारे पास k0 r0 से जुड़ा एक शब्द होगा जब हम पहले से ही इस अभिव्यक्ति को डिराइव्ड करते हैं लेकिन k0 r0 1 से कम होगा तो हम फिर से इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं या e की पावर u e की पावर u 1 प्लस u बन जाता है जब u 1 से बहुत कम होता है तो इसके द्वारा हम e की पावर j k0 लिख सकते हैं r डैशड पावर माइनस j k0 r हो जायगा तो e की पावर j k0 sin थीटा क्योंकि यह r डैशड तो इस शब्द को इस e की पावर माइनस jk0 की पावर प्लस jk r0 sin थीटा cos phi cos phi डैश प्लस sin phi sin phi डैशड और इसे 1 प्लस j k0 के रूप में लिखा जा सकता है r0 sin थीटा cos phi cos phi dash प्लस sin phi sin phi डैशड इसलिए यह शब्द अब हमें मिल गया है तो हम इसे वेक्टर पोटेंशियल समीकरण में डाल देंगे और इससे हमें mu नॉट I r0 बाय 4 pi r e की पावर j k0 r0 से 2 pi माइनस ax sin phi डैशड प्लस ay cos phi डैशड हो जाएगा 1 प्लस j k0 r0 sin थीटा cos phi cos phi डैशड प्लस sin phi sin phi डैशड d phi डैशड इसलिए यहां से हम देखेंगे कि केवल शब्द cos स्क्वायर और sin स्क्वायर ही 0 इंटीग्रेटेड नहीं होने वाले हैं क्योंकि अन्य सभी शब्दों को हम 0 से 2 pi तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक एकल शब्द सभी को 0 और cos स्क्वायर तक इंटीग्रेटेड करेगा 0 से 2 pi या sin स्क्वायर phi से जो भी कोण हैं वे प्रत्येक इंटीग्रेशन को जन्म देंगे 0 से 2 pi cos स्क्वायर जो आपको pi sin स्क्वायर का एक कारक देता है तो हम इसे j k0 mu नॉट pi r0 square I बाय 4 pi r sin थीटा e की पावर के रूप में लिख सकते हैं वास्तव में यह शब्द है तो यहाँ हम एक phi प्राप्त कर रहे हैं लेकिन यह माइनस j k0 r a phi है जहां एक साधन माइनस ax sin phi प्लस ay cos phi 1 ko प्रिमिटेड नहीं करेंग तो फील्ड की मात्रा तो एक मिल गया है इसलिए एक बार हम जान सकते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड पा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड 1 बाय mu नॉट डेल क्रॉस A हैयदि आप इस मामले में ऐसा करते हैं तो यह माइनस 1 बाय mu नॉट r डेल बाय डेल r चूंकि मेरे पास केवल एक phi है तो यह थीटा डायरेक्टेड फील्ड होगा इसलिए यदि आप हल करते हैं क्योंकि अब आपके पास यह चीज है तो आप इसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स के संदर्भ में लिख सकते हैं जहां M हमने उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स pi r स्क्वायर ai का उपयोग किया है तो यह मैग्नेटिक फील्ड का सबसे फार फील्ड है इसलिए हम फार फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के संबंध की संरचना को जानते हैं तो फार फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Z0 ar क्रॉस H होगा इसलिए यह माइनस Z0 ar क्रॉस माइनस Hq aq होगा तो वह Z0 Hf होगा af और वह मान M Z0 k0 स्क्वायर sin थीटा बाय 4 pi r e की पावर माइनस j k0 r af होगा तो अगर आप बस एक लूप के लिए अब तुलना करते हैं E फील्ड में कम्पोनेन्ट है और H फील्ड में q कम्पोनेन्ट है बस ड्यूल 2 इसका मतलब है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को करंट एलिमेंट या हर्ट्ज़ियन डाइपोल के संबंध में सिर्फ इंटरचेंज मिला लेकिन चूंकि ये चीजें हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि थीटा के संबंध में भिन्नता दोनों मामलों में केवल थीटा है तो करंट एलिमेंट के समान इसलिए इस से हम कह सकते हैं कि रेडिएशन पैटर्न समान होगा और डिरेक्टिविटी भी समान होगी तो अब हम गणना करते हैं कि दूसरी चीज क्या है इसका मतलब है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक समान है लेकिन रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या है तो इसके लिए हमें कुल रेडिएटेड पावर Pr की गणना करने की आवश्यकता है तो कुल रेडिएटेड पावर हाफ Hf real E r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d phi होगी तो यह M स्क्वायर Z0 k0 4 होगा 16 पी स्क्वायर अब यह Pr हमें हाफ I स्क्वायर Ra से बराबरी करने की आवश्यकता है यहां I कांस्टेंट हूं तो हम rms मान ले रहे हैं इसका मतलब यह है इसलिए अगर हम तुलना करें तो हमें रेडिएशन रेजिस्टेंस मिलता है रेडिएशन रेजिस्टेंस 320 pi की पावर 6 r0 बाय नॉट लैम्ब्डा नॉट की पावर 4 है तो यह रेडिएशन रेजिस्टेंस है तो pi की पावर 6 pi स्क्वायर का मतलब लगभग 10 है तो यह आपको 1000 देता है तो आप सोच रहे होंगे कि यह बहुत अधिक मूल्य है लेकिन यह r0 पहले से ही माना जाता है कि यह एक छोटा करंट एलिमेंट है तो यह पावर 4 जो इसे बनाती है तो चलो करते हैं मान लीजिए कि लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 1 मेगाहर्ट्ज़ पर है तो आप गणना कर सकते हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस 38 इनटू 10 की पावर 9 ओम में बदल जाता है फिर से बहुत खराब रेडिएटर और ओमिक रेजिस्टेंस इससे बहुत बड़ा होगा इसलिए बहुत अप्रभावी रेडिएशन एफिशिएंसी बहुत अप्रभावी है तो इस लूप के लिए गेन बहुत खराब है फिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है लेकिन यह थोड़ा बढ़ाया जा सकता है अगर हम एक लूप के एक टर्न के बजाय यदि हम N टर्न का उपयोग करते हैं तो N स्क्वायर द्वारा रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हम N टर्न कर सकते हैं Ra N स्क्वायर इनटू सिंगल N टर्न होगा तो अधिक लोग फेराइट कोर का उपयोग करेंगे तो रेडिएशन रेजिस्टेंस फिर से बढ़ जाएगा यदि आपके पास फेराइट कोर है जिसकी परमेएबिलिटी mu है फिर रेडिएशन रेजिस्टेंस mu स्क्वायर N स्क्वायर होगा Ra सिंगल टर्न आदि इसके द्वारा आप डाल सकते हैं लेकिन यह आमतौर पर वास्तव में शुरुआती दिनों में उपयोग किया जाता है आजकल प्लानर एंटीना उपलब्ध हैं लेकिन प्लानर एंटीना के आगमन से पहले सभी रेडियो रिसीवर इस रेडियो रिसीवर के रिसीवर में लूप थे इसका मतलब है एक उपयोगकर्ता बॉक्स रेडियो रिसीवर जिसमें एक कॉइल हुआ करता था अब सवाल यह है कि क्यों यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि आखिर यह लूप एंटीना क्यों है जो इतना खराब रेडिएटर है इसलिए इसमें बहुत अधिक उपयोग किया जाता है वास्तव में आम तौर पर ट्रांसमिटिंग मोड में कहीं भी लूप एंटीना का उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन पॉकेट रेडियो में इनका उपयोग किया जाता है क्योंकि कारण यह लो फ्रेक्वेंसीएस वायुमंडलीय नॉइस पर हावी है इसका मतलब है पूरे रेडियो रिसेप्शन जो इस वायुमंडलीय नॉइस से सीमित है अब हमने पहले से ही देखा है जब हमने एंटीना नॉइस या एंटीना टेम्प्रेचर देखा है कि आपको जो भी नॉइस मिल रहा है वह एंटीना के गेन से भारित हो जाता है इसलिए यदि आप एक अच्छे एंटीना का उपयोग करते हैं तो वास्तव में आप अधिक नॉइस को आमंत्रित कर रहे हैं तो सिग्नल प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत खराब एंटीना होना चाहिए क्योंकि तब आपका नॉइस कम होगा क्योंकि इन सभी सामान्य रेडियो कम्युनिकेशन में ज्यादातर परेशान इसलिए होते हैं कि प्राप्त SNR क्या होता है और यही कारण है कि इस एंटीना के लिए एसएनआर बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसका गेन बहुत खराब है और वास्तव में आवाज के रेडियो कम्युनिकेशन में यह सिगनल पावर काफी अधिक है वास्तव में जो कुछ भी उनके पास एक विशाल ट्रांसमीटर स्टेशन और विशाल पावर है जो वे पंप करने के लिए उपयोग करते हैं तो बहुत सारे वॉइस पावर सिग्नल पावर उपलब्ध हैं इसलिए एफिशिएंसी एक चिंता का विषय नहीं है लेकिन एसएनआर एक चिंता का विषय है इसलिए नॉइस को हराने के लिए उन्होंने इन्हें चुना है और इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है अब यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप इनएफ़्फीसिएन्सी देखते हैं कभी कभी इसका उपयोग किया जाता है हम कहते थे कि कभी कभी पूरे मानव समुदाय में भी आप देखेंगे कि कभी कभी गैर बुद्धिमान व्यक्ति वे किसी बहुत उपयोगी उद्देश्य की सेवा करते हैं यह इसे देखने का एक तरीका है तो हमेशा यह मत कहो कि बुद्धि अच्छी है कभी कभी गैर बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सुंदर मनुष्य बन जाते हैं तो यह प्रकृति की सुंदरता है और वास्तव में एक छोटे से लूप का आकार काफी आकर्षक था और यह भी क्योंकि यह आप देख रहे हैं कि एक डाइपोल या अन्य चीजों में आपको पोलरिज़ेशन की समस्या है क्योंकि रिसेप्शन को उस पोलरिज़ेशन में होना चाहिए लेकिन एक लूप के लिए केवल एक्सिस तो जो भी आप अपने रेडियो रिसीवर को चालू करते हैं वह एक्सिस के समान है इसलिए इसका रिसेप्शन काफी अच्छा है इसलिए उनके छोटे आकार आदि के कारण एक छोटे फेराइट रॉड के आसपास कुछ टन के घाव के फेराइट लूप एंटीना व्यापक रूप से पॉकेट ट्रांसमीटर रेडियो में उपयोग किए जाते हैं एंटीना आमतौर पर RF एम्पलीफायर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है ट्यूनिंग के लिए ट्यूनिंग कैपेसिटेंस एंटीना के रूप में अभिनय के अलावा यह ट्यून सर्किट देने के लिए इंडक्टैंस प्रस्तुत करता है चूँकि फेराइट द्वारा इंडक्शन प्राप्त किया जाता है इसलिए कुछ टर्न का रेजिस्टेंस लॉस काफी कम होता है इस तरह के एंटीना का Q काफी हाई होता है और परिणामस्वरूप हाई सेलेक्टिविटी और रेडियो रिसीवर में अधिक से अधिक प्रेरित वोल्टेज होता है तो इसके साथ हम इस एंटीना को देखते हैं और कई बार आप देखेंगे कि एक लूप कभी कभी बहुत जरूरी चीज देता है क्योंकि कई बार आपके पास उचित आकार का वायर एंटीना नहीं हो सकता है या स्पेस भी नहीं या मैकेनिकल पावर नहीं है लूप कई मामलों में बदल सकता है कई हाई और चीजों में भी एक लूप एंटीना का उपयोग कभी कभी हमेशा बहुत कम ही किया जाता है लेकिन कुछ अनुप्रयोगों में वे अच्छे अनुप्रयोग हैं जैसा कि मैंने कहा